नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मैं पिछले व्याख्यान में आपदा की तैयारी पुनर्प्राप्ति और जानकारियों की भूमिका के बारे में बात कर रहा था इस व्याख्यान में मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि आपदा तैयारियों के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की भूमिका क्या है तो आपदा तैयारियों के निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करेगा उसके लिए मैं केस स्टडी विचार प्राप्त करने के लिए पिछले व्याख्यान पर बहुत कम निर्भर करता हूं बांग्लादेश एक सुंदर देश है वे पीने के पानी के जोखिम से जूझ रहे हैं कारण यह है कि वे आर्सेनिक युक्त पानी भूजल नहीं पी सकते दूसरी ओर उन्हें पानी के खारेपन की समस्या है जो सतह का पानी है जिसे वे नहीं पी सकते क्योंकि पानी नमकीन है उन्हें जलजनित स्वास्थ्य रोग पेचिश दस्त हैजा और कई अन्य समस्याएं हैं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत पानी है उन्हें पानी की कोई समस्या नहीं है लेकिन समस्या यह है कि वे पानी पीने योग्य नहीं है और इसलिए हमारी चुनौती एक तरह से एक संभावित विचार प्रौद्योगिकी नवाचार इकट्ठा करना है कि हम वर्षा जल एकत्र कर सकें हम घरेलू स्तर पर छत से बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और इसे एक टैंक में संरक्षित कर सकते हैं और 5000 लीटर का टैंक आसानी से 5 सदस्यों के परिवार को 6 महीने के शुष्क मौसम के लिए पीने का पानी प्रदान कर सकता है इसलिए छोटे से नए विचार लेकिन हमें बांग्लादेश में बढ़ावा देने की जरूरत है जो एक आपदा प्रबंधक के रूप में प्राधिकरण के रूप में हमारी चुनौती है हमें क्या करना चाहिए हमें इसे न केवल 1 या 3 बल्कि एक बड़ी संख्या को बढ़ावा देने की आवश्यकता है लाखों और हजारों लोगों को उपयोग करना चाहिए इस वर्षा जल टैंक को स्थापित करना चाहिए जो हमारी चुनौती है जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है बहुत सारी छोटी शक्तियां मिलने से एक बड़ी शक्ति बनती है वही हमारी प्रेरणा है हमने पहले से ही चर्चा की है कि हमारी शोध समस्या यह है कि यदि हम लोगों को अपनाने के लिए कह रहे हैं तो इस तरह के छोटे नवीन विचारों को स्थापित करें जैसे कि बारिश का पानी का टैंक लोग निर्णय नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे इस बारे में नहीं जानते हैं यह एक अभिनव विचार है यह नया है इसलिए लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 3 तरह के जानकारियों की आवश्यकता है एक अपने स्वयं के ज्ञान हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर ज्ञान को सुनने और अवलोकन से विकसित करने के लिए दूसरा एक चर्चा ज्ञान है किसी का व्यक्तिपरक ज्ञान जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह के नवाचारों के बारे में व्यक्तिगत राय क्या है इसलिए उन्हें भी इसकी आवश्यकता है 3 तरह की जानकारी गतिविधियाँ जिनमें वे शामिल हो सकते हैं एक टैंक या नवाचारों के बारे में सुनना और अपने सॉफ़्टवेयर ज्ञान को इकट्ठा करना जैसे कि यह फ़ंक्शन है यह उपयोगिता है यह प्रभावशीलता है अवलोकन गतिविधि है जैसे हार्डवेयर जानकारी एकत्र करना आकार क्या है और उस टैंक की संरचना के बारे में जानना तो एक अवलोकन सुनने से यह ज्ञान व्यक्ति को मिलेगा लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह स्वीकृति की ओर नहीं ले जा सकता है लोग संदर्भ की स्थिति के व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य डेटा की व्यक्तिगत व्याख्याओं को भी जानना चाहते हैं ताकि यह टैंक कैसे उनकी मदद करेगा उन्हें भी कुछ चर्चाओं को जानना होगा उनके साथी साझेदार हैं इसलिए इसे हम विचार विमर्श के प्रकार जानकारियां और नेटवर्क कहते हैं अब वे क्या करते हैं कैसे वे इन सूचनाओं को एकत्र करते हैं और उन्हें सामाजिक नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है अब कल्पना करें कि मैं आपसे बॉल पेन खरीदने के लिए कहता हूं लेकिन आप इस बॉल पेन के बारे में नहीं जानते आप इस बॉल पेन के बारे में क्या निर्णय लेते हैं इस बॉल पेन के बारे में निर्णय लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं वास्तव में नहीं जानता शायद समय 2 में मैंने अपने एक दोस्त से पूछा हे क्या आप इस बॉल पेन के बारे में जानते हैं किसी भी विचार क्या आपने कभी इस बॉल पेन का इस्तेमाल किया है क्योंकि यह अमेरिका या कहीं और से आया हुआ नया है यह मेरी जगह पर उपलब्ध नहीं है उसने कहा अरे मुझे कोई पता नहीं है फिर समय 3 में उन्होंने अपने नेटवर्क का विस्तार किया उन्होंने किसी से पूछा कि वे नई बॉल पेन का उपयोग करते हैं यह वास्तव में अच्छा है तो कोई कह रहा है यह बहुत अच्छा है इसे उपयोग करें अन्य एक दोस्त कह रहा है कि यूएसए में मेरे चचेरे भाई ने कहा अच्छा ऐसा है कृपया मैं नए को आज़माना पसंद नहीं करता समय 4 में हो सकता है कि उसके पास अधिक से अधिक नेटवर्क हो अधिक से अधिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों से पूछ रहे हों तो वह इस बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है अधिकांश लोग एक बेहतर समीक्षा तथा सकारात्मक समीक्षा देते हैं कुछ का कहना है कि यह बहुत अच्छा सस्ता और उपयोगी है इसलिए बहुत से लोग वास्तव में इन जानकारी के साथ प्रोत्साहित करते हैं उनका रंग क्या है वे कैसे दिखते हैं यह कैसे काम करता है वह अपने नेटवर्क के लिए जानकारी प्राप्त कर रहा है जो वास्तव में उसे इसको अनुकूलित करने और खरीदने में मदद करता है वह इसका उपयोग करके अनिश्चितता की अपनी डिग्री को कम कर देता है और फिर इसे इकट्ठा करके इसका उपयोग कर रहा है उसने वास्तव में अनिश्चितता को कम कर दिया है कि यह काम करेगा या नहीं सामाजिक नेटवर्क इस तरह से मदद कर सकता है नतीजतन जब हम आपदाओं को कम करने के लिए इस तरह के अभिनव विचारों प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हैं तो हम इन निवारक प्रौद्योगिकियों जोखिम निवारक उपायों काउंटरमेशर्स कहते हैं लोग एक दूसरे के साथ या तो सुनवाई के माध्यम से या तो देखने के माध्यम से या तो फोन कॉल के माध्यम से या तो बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से संवाद या भाषण दे रहे हैं नवीनता के साथ जानकारी साझा करते हैं नवाचार के प्रसार प्रौद्योगिकियों का प्रसार इसलिए सूचना मांग और सूचना प्रसंस्करण विकास या गतिविधि सूचना प्रसंस्करण और सूचना चाहने वाले विकास या गतिविधि ठीक कहा जाता है तो लेकिन सवाल यह है कि मुझे जानकारी एकत्र करने के लिए 3 तरह की गतिविधियों की आवश्यकता है सुनवाई अवलोकन और चर्चा अब मेरी जानकारी का स्रोत कौन होगा मुझे जानकारी एकत्रित करने के लिए कहां जाना चाहिए मेरे पड़ोसी मेरे सह कार्यकर्ता मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त जिन्हें मैं नहीं जानता मेरे प्रतिस्पर्धी मुझे किसके पास जाना चाहिए अगर मैं यह बॉल पेन खरीदना चाहता हूं मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए वैलेंटाइन का कहना है कि यह प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रिश्ते हैं जैसे दोस्त जिससे मेरा संबंध व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है या शायद पड़ोसियों की तरह वे भी मेरे व्यक्तिगत संबंधक हैं लोग उन पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्भर हैं ग्रेनोवेट्टर का कहना है सीधा नेटवर्क जो वास्तव में बहुत काम नहीं करते हैं आपको निरर्थक सूचना देता है बार बार एक ही चेतावनी देता है क्योंकि आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर रहे हैं जब तक आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं करते हैं कि आप नए विचारों नए मूल्यांकन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको वास्तव में अपने कमजोर नेटवर्क अप्रत्यक्ष नेटवर्क का उपयोग करने की आवश्यकता है आप शायद अपने दोस्तों को नहीं जानते हैं आप आईआईटी रुड़की में हैं और आप IIT मद्रास से सुझाव एकत्र कर रहे हैं जो केवल आईआईटी रुड़की से जानकारी एकत्रित करने से अधिक उपयोगी है इसलिए मुझे कौन सा संकेत मिलना चाहिए और कहां से या तो यह व्यक्तिगत है या अप्रत्यक्ष हो सकता है बार्ड का कहना है कि संरचना में समान स्थिति जिसका अर्थ है सह कार्यकर्ता और सह छात्र इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी नहीं है लेकिन लोग आम तौर पर जानकारी एकत्र करते हैं जिनके साथ उनकी प्रतिस्पर्धाएं हैं उसके पास यह आईफोन नहीं था मेरे पास यह आईफोन होना चाहिए उसके पास यह आपदा निवारक तकनीक नहीं थी मुझे अपनी स्थिति या एक तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ानी चाहिए इसलिए मैं उसे देखता हूं या पड़ोस जैसे स्थानिक आयाम यह भी महत्वपूर्ण है अगर कोई विशेष रूप से मेरे करीब है तो यह मदद कर सकता है हम लोगों के लिए 3 प्रकार के समूह या सूचना के स्रोत पर विचार करते हैं एक ऐसा समूह है जो परस्पर क्रिया और आवृत्ति पर निर्भर करता है इसलिए आप कैसे एकजुट समूहों का निर्णय लेते हैं यह सिर्फ एक बात है कि समूह के भीतर के व्यक्ति कितनी बार जुड़ रहे हैं आइए हम कल्पना करें कि यह एक समुदाय है यह एक समाज है यहां रहने वाले लोगों के पास अब अलग अलग नेटवर्क हैं हम देख सकते हैं कि ABCD उनके पास एक दूसरे के बीच प्रत्यक्ष और पारस्परिक अंतर्संबंध हैं और यह एक समूह है क्योंकि वे सबसे खराब हैं इसलिए C का संबंध ABD से है क्योंकि उसके पास यहां अधिक नेटवर्क है हालांकि मेरे साथ उसके कुछ अप्रत्यक्ष या एक तरह से दिशा कनेक्शन हैं लेकिन वह वहां से संबंधित नहीं है उसी तरह हमारे पास समूह 2 और समूह 3 हो सकते हैं क्योंकि वे अपने सर्कल के भीतर अन्य की तुलना में अधिक जुड़े हुए हैं सामंजस्यपूर्ण नेटवर्क की क्या भूमिका है जिनके साथ मेरा सीधा संबंध है हर दिन मैं मीटिंग कर रहा हूं अपने दोस्तों की तरह व्यक्तिगत संबंध का सामना कर रहा हूं कुछ कह रहे हैं कि यह आपको अवसर और सामाजिक दायित्व प्रदान करता है यह आपको इकट्ठा करने में भी मदद करता है अगर मुझे टेलीविज़न या मास मीडिया से या बाहर से कुछ पता है तो मैं तुरंत अपने दोस्तोंपड़ोसियों सहकर्मियों जिनके साथ मैं बहुत अंतरंग हूं के साथ अपने सीधे नेटवर्क के साझेदारों के लिए जानकारी पास कर देता हूं यह वास्तव में तेजी से जानकारी प्रदान करने में मदद करता है न केवल उस जानकारी को साझा करने के माध्यम से न केवल सामाजिक शिक्षा के रूप में काम कर रहा है बल्कि यह एक प्रकार का दायित्व दबाव सामाजिक दबाव प्रदान करता है अगर मेरे 5 दोस्त वर्षा जल संचयन टैंक या भूकंप प्रतिरोधी इमारत का उपयोग कर रहे हैं यह मेरा नैतिक कर्तव्य या सामाजिक दबाव बन जाता है कि मेरे पास भी यही होना चाहिए अन्यथा मैं उनके समूह का सदस्य नहीं हो सकता मुझे लगता है कि यह आसान नहीं है इसलिए इस तरह के व्यवहार पर विचार किया जा सकता है मुझे इस पर अमल करना चाहिए इसलिए सामाजिक सामंजस्यपूर्ण समूह के मामले में सामाजिक दायित्व बहुत महत्वपूर्ण मामला है लेकिन यह अवरोध प्रदान करता है कि आप नए विचार को पकड़ नहीं सकते हैं यह जानकारी वास्तव में एक ही समूह में है इसलिए आपको पता है कि समान जानकारी आ रही है और जा रही है क्योंकि आपके पास एक बहुत ही तंग नेटवर्क है और यह नेटवर्क बंद है जब तक आप इस नेटवर्क को नहीं खोलते हैं कि आप कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जनसंपर्क या अन्य स्रोतों के माध्यम से लेकिन मानव तंत्र का विस्तार नहीं हो रहा है कोई कह रहा है कि यह प्रदान करता है केवल अनावश्यक अनावश्यक संकेत और यह नए विचारों नए ज्ञान को लाने के लिए प्रतिबंधित करता है संख्या 2 संरचनात्मक समकक्ष या स्थिति और भूमिका क्या है जिन 2 लोगों के साथ वे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं या वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं लेकिन वे एक ही स्थिति में हैं जैसे अस्पताल 2 डॉक्टर वे एक दूसरे को जानने के लिए नहीं मिल सकते हैं या वे वास्तव में नहीं जान सकते हैं लेकिन उनके पास एक ही स्थिति है कि वे एक ही अस्पताल में एक डॉक्टर हैं अस्पताल बहुत बड़ा है इसलिए उनकी समान भूमिका और एक ही स्थिति है फिर लोग अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का निरीक्षण कर सकते हैं और एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं और उनसे जानकारी एकत्र कर सकते हैं आईआईटी रुड़की में शोधकर्ता हैं वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन आईआईटी रुड़की में एक ही संस्थान में हैं जो उन्हें एक ही प्रकार का समाजीकरण देता है या किसी प्रकार का सुझाव प्राप्त करने के लिए तैयार करता है एक समुदाय या समाज नेटवर्क के पांच कलाकार हैं हम यहां ए और बी की तरह भूमिका देख सकते हैं उनका एक दूसरे के साथ सीधा संबंध नहीं है लेकिन वे एक समूह से संबंधित हैं क्योंकि A और B का C और D दोनों के साथ समान संबंध है A का C और D के साथ संबंध है B का C और D के साथ संबंध है वे इस नेटवर्क में किसी अन्य अभिनेता के साथ नहीं जुड़े हैं यह सी और डी के लिए भी सही है उनका एक दूसरे के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है लेकिन वे एक ही अस्पताल में एक डॉक्टर की तरह एक ही समूह के हैं एक ही स्कूल में छात्र आईआईटी रुड़की में शोधकर्ता या कोई अन्य संस्थान या इस समूह 3 ई वह एक अलग व्यक्ति है क्योंकि किसी के पास इस तरह का नेटवर्क नहीं है संरचनात्मक तुल्यता की भूमिका यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है 2 सहयोगियों वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या यह आपको कुछ समाजीकरण प्रक्रिया देता है आप अपने शोधकर्ताओं को आईआईटी रुड़की में नहीं जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीव विज्ञान विभाग में कोई कोई इंजीनियरिंग विभाग किसी योजना विभाग में लेकिन आपके पास किसी प्रकार का अभिविन्यास है किसी प्रकार का प्रशिक्षण है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं आपके शिक्षक आपको संवारते हैं एक अन्य स्थानिक आयाम है स्थानिक समूह आपको पसंद है या नहीं आपको अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है और वे आपको प्रभावित कर रहे हैं आप भी प्रभावित कर रहे हैं तो जरूरत है कि आप आमने सामने बातचीत कर रहे हैं उनसे बात करते हुए उन्हें देख रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमेशा बना रहता है इसलिए लोगों ने एक आम जगह को भी छोड़ना शुरू कर दिया है उनकी इसी तरह की आदत या रवैया है हमारे पास 3 प्रकार के समूह हैं एक सामंजस्यपूर्ण है एक संरचनात्मक रूप से समकक्ष है एक ही प्रतियोगिता की स्थिति और भूमिकाएं हैं और स्थानिक वितरण का सवाल है अब हमें 3 प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से 3 प्रकार की जानकारियां एकत्र करने की आवश्यकता है एक सुनवाई है एक अवलोकन है एक चर्चा है प्रश्न एक व्यक्ति के रूप में है जहां से मुझे किस प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जाना चाहिए सुनवाई के लिए मुझे किस पर निर्भर होना चाहिए मेरे सहकर्मी सहयोगियों या मेरे आस पड़ोस जिन टिप्पणियों का मुझे अवलोकन करना चाहिए जिनकी गतिविधियों के लिए मुझे चर्चा के लिए निरीक्षण करना चाहिए नवाचारों के बारे में अधिक अंतरंग व्यक्तिपरक व्याख्याएं जिन्हें मुझे इस पर निर्भर होना चाहिए सवाल यह है कि हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहना चाहिए यह बांग्लादेश है जैसा कि मैंने कहा कि विशेष रूप से आर्सेनिक तटीय क्षेत्रों और पानी के लवणता के मुद्दे से अत्यधिक दूषित है और हमने मोरेलगंज नामक एक छोटे से क्षेत्र शहर उपनगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया मोरेलगंज शहर और मोरेलगंज गाँव है और लोग पानी के तालाब और कभी कभी नलकूपों से भी पानी इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन बारिश के पानी के लिए जापान स्थित एनजीओ के लोग वे शहर में कई जगहों पर इस तरह के टैंक स्थापित करते हैं उन्होंने कुल 56 ऐसे टैंक स्थापित किए हैं ये इस क्षेत्र की कुछ तस्वीरें हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उच्च ज्वार के दौरान यह क्षेत्र कैसा दिखता है और उनके पास मुख्य रूप से परिवहन के लिए नहर का उपयोग होता है कई स्थानों पर सड़कों को काट दिया जाता है हम किसी प्रकार के विधि का उपयोग करते हैं जिससे कोसिव नेटवर्क गुट विधि को परिभाषित किया जाता है एक अन्य बर्ट तरीकों यूसीनेट में परिभाषा और भी स्थानिक समूह पड़ोस संबद्धता का उपयोग करके संरचनात्मक समकक्ष समूह है इसलिए यह इन चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमें इकट्ठा करने की आवश्यकता है लोगों के सामाजिक नेटवर्क के बारे में सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी हमने लोगों से पूछा कि कृपया 3 व्यक्तियों नाम बताएं जो मोरेलगंज क्षेत्र में 3 टैंक मालिक हैं जिनके साथ आप अक्सर मिलते हैं बात करते हैं और अपने दैनिक जीवन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं यह हमें उन सामाजिक नेटवर्क का विचार देगा जो टैंक मालिकों के भीतर विद्यमान हैं इसलिए यह सुनवाई के लिए संरचनात्मक समतुल्य समूह है और जहां से वे एकत्रित होते हैं वर्षा जल संचयन टैंक के बारे में पहली बार निर्भर करता है हमने लोगों से कहा कृपया हमें उन 3 व्यक्तियों का नाम दें जहां से आपने पहली बार अपने पीने के पानी के उद्देश्य के लिए वर्षा जल संचयन टैंक के बारे में सुना था तब हम इसे उत्पन्न करते हैं यहाँ एक उदाहरण है यह लाल वृत्त एनजीओ भागीदार हैं यह वास्तव में सामुदायिक सीमा है तो यहां के लोग लाल में वे केंद्रीय व्यक्ति हैं वे बहुत से लोगों को उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं वे वास्तव में एनजीओ के लोग हैं जो इस वर्षा जल संचयन टैंक को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं आप बाहरी लोगों में से कुछ को देख सकते हैं इस मोरेलगंज क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं हम उनसे भी जानकारी एकत्र करेंगे लेकिन इसके अलावा समुदाय के अंदर कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं उन्होंने वास्तव में वर्षा जल संचयन टैंक के बारे में चेतावनी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अवलोकन नेटवर्क के लिए हम लोगों से पूछते हैं कि पहले तीन व्यक्ति कौन थे जहां आपने पहली बार इस रेन वाटर टैंक को देखा था और इसलिए यहां भी मूल रूप से आप देख सकते हैं कि बाहरी या एनजीओ के लोग नगण्य हैं यह लोगों के अंदर है वे इसके लिए सूचना के प्रमुख स्रोत हैं जो सामुदायिक सीमाओं के भीतर बाहरी लोगों पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं उनके साथ जिनके बारे में चर्चा करने से पहले उन्होंने इसे स्थापित करने का फैसला किया हमने उन्हें 3 व्यक्तियों का नाम देने के लिए कहा और हमने यह भी पाया कि वे बाहरी लोगों और अंदरूनी सूत्रों पर भी निर्भर हैं जैसे कि आप बहुत सारे नेटवर्क देख सकते हैं हमने एक प्रतिगमन विश्लेषण किया हमारे पास एक सुनवाई है टिप्पणियों और चर्चाओं को अब हम जानना चाहते हैं कि जहां से लोग एकत्र हुए हैं एक धर्म की तरह सांस्कृतिक समूह है अगर वे इसे धार्मिक आर्थिक स्थानिक से पूछ रहे हैं और अगर हम सुनवाई को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि लोग अपने सामूहिक समूह के भागीदारों पर निर्भर हैं उनके पड़ोसी के लिए थोड़ा सा विस्तार है कोई अन्य महत्वपूर्ण नहीं है टिप्पणियों के मामले में जहां वे पहली बार देखे गए हैं यह पड़ोस के साथी हैं जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है जिसका अर्थ है कि वे अपने पड़ोस में देखते हैं लेकिन यह भी एकजुट समूह के साझेदारों की तरह है यह हो सकता है कि कुछ पड़ोसी वहां हों जो सामूहिक समूह के भागीदार हों अंतिम निर्णयों पर चर्चा के मामले में वे फिर से एकजुट समूह भागीदारों पर निर्भर करते हैं और उनके पड़ोस सामंजस्यपूर्ण समूह के साथी और पड़ोसी भी जानकारी के मुख्य स्रोत हैं संबंधों और नेटवर्क की उच्च डिग्री और आवृत्ति उच्चतर जानकारी साझा करने की प्रवृत्ति और पड़ोस के सदस्यों या अधिकांश लोगों के लिए टिप्पणियों का एक स्थानिक समूह स्रोत है इसका नीतिगत निहितार्थ क्या है हम एक काम कर सकते हैं नियोजक और एनजीओ कार्यकर्ता यह लाभ उठा सकते हैं कि जो इस टैंक मालिकों के उपयोगकर्ताओं से संतुष्ट हैं वे आकर उन व्यक्तियों से बात कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं अपनाया है और विशेष रूप से पड़ोस बैठक या कार्यशालाओं का आयोजन करें सफलता की कहानियाँ किसी ने कहा टैंक ठीक है लोगों ने उनके विचारों को अपनाया और सोचा कि इसे दस्तावेज किया जा सकता है और संभावित दत्तक और क्षमता के लिए विवरणिका में वितरित किया जा सकता है दत्तक ग्रहण समूह के साझेदारों से प्रभावित होते हैं इसलिए इसके तहत धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समूह जैसे कि वास्तव में एकजुट समूह हैं इसलिए हम प्रसार के लिए इन समूहों का उपयोग कर सकते हैं संभावित टैंक अपनाने वालों को समझाने के लिए एक अन्य रणनीति ने अन्य 3 सदस्यों में अपने अनुभव को साझा करने के लिए संतुष्ट टैंक अपनाना होगा वे हमें यह भी बता सकते हैं कि वे 3 या 4 सदस्यों को बढ़ावा दे सकते हैं हम इसके साथ कुछ दरवाजे से दरवाजे तक अभियान का संचालन कर सकते हैं इस बात को सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस पर आगे भी बना रहूंगा